तो यह हमने देखा है अब इस समीकरण से IbusYbus Vbus इसलिएVbusYbus 1 Ibus ठीक तो अब चित्र 2 से Y के घटकोंयह चित्र 2 है थोड़ी देर रुकिए तोचित्र 2 से आप गणना कर सकते है Y1 1y10y12y13 j125 j2 j25 j575 इन सभी को जोड़े तो यह घटाव j 575 हो जाएगा ठीक है

तो यह आपका Y बस मैट्रिक्स है ठीक और यह सामान्य रूप से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैYi jYj i ठीक उदाहरण के लिएY14Y41 और Y24Y42 इत्यादि इसी तरह सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक और यह आपका Ybus मैट्रिक्स है लेकिन यहां प्रतिरोध को नहीं माना गया है ठीक है तो आगे आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैंछोटा उदाहरण क्योंकि कक्षा के अध्ययन के रूप में हम 3 बस समस्या से परे नहीं जा सकते ठीक क्योंकि तब बहुत सारी गणना शामिल हो जाएगी और यह संभव नहीं है लेकिन 3 बस समस्या पर्याप्त है और मैं यह सब नहीं बताऊंगा केवल इस लोड फ्लो अध्ययनों के मूल घटक को ही बताऊंगा ठीक वास्तव में कोई कैसे काम कर सकता है तो आपको सैंपल पॉवर सिस्टम के Ybus मैट्रिक्स का पता लगाना होगा जैसा कि चित्र 3 में इस सिस्टम के लिए तालिका एक में दिया गया है तो यह 1 2 3 है इस 3 बस समस्या में जेनरेटर नहीं दिखाया गया हैं 1 से 22 से 3 ये सभी चीजें केवल दिया गया है ठीक है तो अब हमने चार्जिंग एड्मिटेंस को लिया है और चार्जिंग एड्मिटेंस को कैसे शामिल किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा ठीक तो यह बस कोड है जो वे बस कोड लिखते हैं जिसका मतलब है कि धारा भेजने और प्राप्त करने और बस i से बस k के लिए तो ऐसा है यह बस एक छोर से दूसरे छोर तक एक बस से दूसरी बस तक ठीक तो अब बस 1 से 2 प्रति बाधा Zikदिया गया है तो यह 002 प्लस j 006 है सभी प्रति इकाई में है एक बिट एड्मिटेंस में लाइन चार्जिंग yik2 दी गयी हैक्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपको नॉमिनल पाई विधि बनाना है अथार्त Y2और Y2ठीक इसी तरह 1 से 3 008 प्लस j 024 और यह j 0025 है जो कि y13 है इसी तरह लाइन 2 से 3 006 प्लस j 018 दिया गया है और यहाँ यह 2 से 3 y23 वास्तव में j0020 है ठीक अब सवाल यह है कि आगे बढ़ने से पहले उस लाइन चार्जिंग एड्मिटेंस को कैसे लेंगे मान लीजिए आपके पास एक लाइन है आपके पास इस तरह की लाइन है ट्रांसमिशन लाइन ठीक आपके पास यह एक ट्रांसमिशन लाइन है ठीक आपके पास और अधिक लाइनें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरी लाइन भी हो सकती है ठीक मान लीजिए कि यह 1 है यह 2 है यह 3 है और यह 4 है तो ये 4 1 2 3 4 ट्रांसमिशन लाइनें हैं तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं आप यह चीज कर सकते हैं इस लाइन के लिएइस लाइन के पास चार्जिंग एड्मिटेंस है तो इस तरफ यदि आप लेते हैं यह 2 से 4 है 2 से 4 हम इस तरह y242 कह सकते हैं और यह भी y242 हैयह 1 है ठीक इसी तरह लाइन 3 से 4 में भी चार्जिंग एड्मिटेंस है क्षमा करें 2 से 3 में 2 से 3 में 2 से 3 तो यहाँ इस तरफ भी यह आधा y232 होगा और इस तरफ भी होगा तो यह आपका y232 इस तरफ भी है ठीक इसी तरह 2 से 1 आपके पास 2 से 1 में भी चार्जिंग एड्मिटेंस है इसका मतलब है यह वास्तव में यहाँ भी हैआपके पास इस तरफ भी है 1 से 2 इस तरफ भी आपके पास चार्जिंग एड्मिटेंस है ठीक तो यह भी y122 होना चाहिए और यहां ये वाली भी y122 है इसका मतलब है कि इस बिंदु पर इस बिंदु पर मेरा मतलब है कि बस बार 2 पर कुल चार्जिंग एड्मिटेंस y20y242y232y122 हम रख सकते हैं यह कुल चार्जिंग एड्मिटेंस होगा यह 3 पद आपको बस 2 पर जोड़ना होगा बस 2 पर इस तरह से आपको चार्जिंग एड्मिटेंस को लेना है ठीक इसका मतलब है कि आधा आधा आप इसे बनाते हैं फिर सभी चार्जिंग एड्मिटेंस को जोड़ते हैं ठीक तो इस तरह से आपको ट्रांसमिशन लाइन के लिए चार्जिंग एड्मिटेंस को लेना है तो यही कारण है कि इसे आप yik2 कहते है हर जगह यह दिया गया है इसका मतलब है यदि आप इसे लेते हैतो यह आपका उदाहरण हैं यह उदाहरण मैं इसे आपके लिए बना रहा हूं यह सिर्फ आपकी समझ के लिए है 3 बस समस्याओं को लेते है यह बस 1 है और यह आपकी बस 2 है और यह आपकी बस 3 है यह बस एक है यह आपकी बस 2 और यह आपकी बस 3 है अब इस स्थिति के लिए यह आपकी लाइन 1 से 2 दी गई है यह yik2 जो कि दी गई हैआधी पहले से ही दी गई है इसका मतलब है आपका यह 1 से 2 हैं वह 1 से 2 है इसका मतलब है इस तरफ मैं इसे इस तरह से बनाता हूंइस तरफ ठीक है यह आपका j 003 है यह वास्तव में y122 है यह दिया गया है ठीक इसी तरह आपका यह पक्ष भी इसी चीज के कारण है यह पक्ष भीयह भी आपका y122 है जो कि j 03 के बराबर है यह पक्ष भी उसी तरह दिया गया है 1 से 3 यह भी j 0025 दिया गया है यह 1 से 3 है इसका मतलब है कि यह पक्ष वास्तव में यहाँ बना रहें है यह वास्तव में y132 दिया गया है जो कि 0025 है और इसी तरह इस तरफ भी आपको इसे आधा आधा करना हैं ठीक और यह y132 भी 025 के बराबर है यह भी दिया गया है और Y 23 भी दिया गया है जो 2 से 3 है इसका मतलब है यहाँ y232 यह दिया गया है जो j 020 है यह दिया गया है और इसी तरह यहाँ भी आपको इसे बनाना है यह y232 020 के बराबर है ठीक तो यह चीज यह आधा दिया गया हैमान ले कि यह 2 नहीं दिया गया है तो आपको इसे 2 से विभाजित करना है ठीक तो इसका मतलब है आपका y10y122y132j003j0025j0055 है तोयह 2 चीजें आपको जोड़ना है इस तरह से आपको चार्जिंग एड्मिटेंस को लेना है मेरा मतलब है कि सभी लाइन पर आपको आधा Y डैश लेना है और फिर आप सभी को जोड़ेंगेचार्जिंग एड्मिटेंस के कारण ठीक तो इसका मतलब है कि उस उदाहरण के चार्जिंग एड्मिटेंस ठीक है यह उदाहरण Y 10 ठीक तो अब आप यह पहली वाली समझ गए हैं मैंने आपको कहा है y10y122y132j003j0025j0055 उसी प्रकार y20y122y232y212y322j003j0020j005 इसी तरह y30y312y322y132y232j0025j0020j0045 तो चार्जिंग एड्मिटेंस गणना कर ली गई है ठीक अब आगे आप लाइन एड्मिटेंस की गणना करते हैं y121z121002 j 0061582∠ 7156° y131z131008 j 0243955∠ 7156° इसी तरह वास्तव में डेटा इस तरह के रूप में लिया गया है जैसे कि r भागा x या x भागा r अनुपात के लिए इस लाइन मापदंडों के लिए समान रूप से समान अनुपात होता है केवल कुछ अन्य कारक द्वारा गुणा किया जाता है ठीक तो y231z231006 j 0185273∠ 7156° इसलिए यह सभी डायग्नल एलेमेंट्स है अब ऑफ डायग्नल एलेमेंट्स

तो ये सभी मैट्रिक्स Ybus मैट्रिक्स होंगे आपका यह 6255 घटाव j 18704 फिर घटाव 5 जोड़ j 15 फिर घटाव 125 जोड़ j 375 ठीक इसी प्रकार यह वाली अब आप यह कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे देख सकते हैं अब यदि आप इन सभी घटकों को जोड़ते हैं तो मैं एक विशेष पंक्ति में डालूंगा यदि आप सभी घटकों को जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि चार्जिंग एड्मिटेंस के अलावा अन्य चीज वहाँ नहीं होगी इसका मतलब यह है कि इस पहली पंक्ति में आपका y10चार्जिंग एड्मिटेंस है इसलिए अगर आप यह सभी चीजों को जोड़ते हैं तो केवल चार्जिंग एड्मिटेंस शेष रह जाएगी और बाकी सभी चीजें समाप्त हो जाएगी ठीक इसी तरह आपके यहाँ भी इसी तरह यहाँ भी अन्य सभी चीजें समाप्त हो जाएगी केवल एक चीज यह है कि जब आप गणना कर रहे हैं तो यह जांचें करें कि यह सही ढंग रखा गया है फिर केवल उसी स्थिति में पाएंगे कि आपकी Y बस की गणना सही है तो यह वास्तव में आपके Y बस की गणना के लिए छोटा उदाहरण है अगला बस लोडिंग समीकरण है अब यह आपके लिए लोड अध्ययन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है अभी मैंने आपको बताया है कि चार्जिंग एड्मिटेंस को कैसे जोड़ा जाता है अब आप एक बस बार लें यह आपका बस बार है ठीक और इस बस का कॉम्प्लेक्स वोल्टेज Vi है ठीक तो i th बस बस 1 बस 2 से जुड़ा हुआ है और बस n तक जुड़ा हुआ है सामान्य तौर पर आप एक सामान्य चीज बनाना चाहते हैं तो 1 से n जुड़ा हुआ है तो इस सभी लाइनों की एड्मिटेंस यह yi 1yi 2yi n है और इस बस में धारा इंजेक्शन बड़ी Iiहै और यह वह बस है और यहाँ कुल चार्जिंगyi0 है जो कि कुल चार्जिंग एड्मिटेंस है इसका मतलब है कि इस लाइन के लिए भी आपके पास इस तरफ आधा इस तरफ आधा इस तरफ आधा इस तरफ आधा चार्जिंग एड्मिटेंस हैं जो भी रेखाएं बस बार से जुड़ी हुई होती हैं उसका पाई मॉडल लेते हैं और इसे आधा बनाते हैऔर एक साथ जोड़ देते हैं और वास्तव में यह yi0को प्रतिनिधित्व करता है तो यह इस बस बार का चार्जिंग एड्मिटेंस है तो इसे आपने पाई मॉडल लिया हैं यही कारण है कि yi0 है मैं बस i पर कुल चार्जिंग एड्मिटेंस लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि सभी लाइनों को पाई प्रतिनिधित्व लिया गया है और जो भी इस तरफ आधे आते हैं इसकी आधा भाग ये सभी को जोड़ते हैं और जो कि इस बस के लिए कुल yi0 है ठीक अब कुल इंजेक्टर धारा Ii गुणा यह बस i अब आप लिख सकते हैंयह ग्राउंड पर है ठीक इसलिए Iiyi0Viyi 1 yi 2Vi V2yi nVi Vn तो इसका मतलब है कि इस बस बार I पर यह कुल धारा इंजेक्शन है फिर आप सभी पदों को सभी बस वोल्टेजों के समरूपी संग्रहित करते हैंतो फिर यह समीकरण 7 है तो इस समीकरण से क्षमा करें इस चित्र से अब आप जान गए हैं कि धारा इंजेक्शन को कैसे लिखा जाए ठीक धारा इंजेक्शन वास्तव में बहुत सरल है तो इसका मतलब है अब हम परिभाषित करते है Yi 1 yi 1 Yi 2 yi 2 Yi n yi n उसके बाद आप लिख सकते है IiYiiViYi 1V1Yi 2V2Yi nVn यह समीकरण 8 हैआगे इसका मतलब है कि आप समीकरण 8 को लिख सकते हैं IiYiiVik 1 k inYi k Vk यह समीकरण 9 है ठीक अब जब हम आपकी ट्रांसमिशन लाइन की विशेषता के बारे में बात कर रहे थे तोउस समय मैंने आपको Pi jQiVi Ii दिखाया था और मैंने आपको बताया भी है मैंने आपको यह भी बताया है कि पॉवर फैक्टर कोण पर कैप्चर करने के लिए यह संयुग्म है और जब वोल्टेज और धाराएं पूर्ण रूप से साइनोसोइडल हैं ठीक तो इस स्थिति में बस I पर वास्तविक और प्रतिक्रियाशील पॉवर इंजेक्ट की जाती है इसलिए हम विशेष रूप से बस i द्वारा वास्तविक और प्रतिक्रियाशील पॉवर इंजेक्शन लिख सकते है वास्तविक पॉवर इंजेक्शन क्या है प्रतिक्रियाशील पॉवर इंजेक्शन क्या है हम बाद में आएँगे ठीक क्योंकि वहां जेनरेशन होगावहां लोड होगा उस समय पर हम चर्चा करेंगे ठीक तोPi jQiVi Ii ठीक इसका मतलब है कि इस आरेख मेंयह मैं आपके लिए बना रहा हूं ठीक फिलहाल मैं इसे आपके लिए बना रहा हूं मान लीजिए कि यह मेरा बस बार है यह वोल्टेजVi है ठीक हम यह वास्तव में धारा इंजेक्शन Iiले रहे है ठीक तो इस तरह से आप मूल रूप से किसी भी बस में ले रहे हैं यदि आप i th बस बार को लेते हैं तो मैं इस तरह से पॉवर इंजेक्शन को ले रहा हूँ वास्तविक पॉवर Piको इस प्रकार ले रहा हूँ और प्रतिक्रियाशील पॉवर इंजेक्शन Qi इस बस में इस प्रकार ले रहा हूँ ठीक है तो मूल रूप से इस चीज़ को हम Pi jQiVi Ii लिख सकते हैं इस तरह मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर कोण को कैप्चर करने के लिए आपको इसे इस तरह लिखना होगा इसका मतलब हैIiPi jQiVi यह समीकरण 10 है तो समीकरण 9 और 10 से ये वाली समीकरण से और यह समीकरण 9 और 10 Ii की अभिव्यक्ति है इसका मतलब है कि आप इस Ii को इस चीज़ के बराबर प्रति स्थापित करते हैं मेरा मतलब है कि यह Ii इसके साथ समान करे ठीक इसलिए Pi jQiVi Yii Vik 1 k inYi k Vk यह समीकरण 11 है इसका मतलब है हम लिख सकते हैं Yii Vi Pi jQiVi k 1 k inYi k Vk Vi1Yi i Pi jQiVi k 1 k inYi k Vk यह समीकरण 12 है ठीक इसका मतलब है कि हमें पॉवर इंजेक्शन Pi और Qi के शब्दों में बस i के लिए वोल्टेज समीकरण मिला है जो कि वास्तविक पॉवर इंजेक्शन और प्रतिक्रियाशील पॉवर इंजेक्शन है लेकिन यहांVi भी मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि यह आपका Vi है लेकिन यहाँ Vi भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि यह एक गैर रेखीय समीकरण है ठीक सभी लोड फ्लो या पॉवर फ्लो समीकरण गैर रेखीय समीकरण हैं इसलिए अगर इस तरह के समीकरण को जल्दी से हल करना है तो हमें पुनरावृतीय तकनीक का पालन करना होगा यह कैसे हल करने के लिए है तो आम तौर पर लोड फ्लो अध्ययन में कि न्यू टन राफसन विधि बहुत ही सामान्य है लेकिन हम पहले गॉस सिडल के साथ शुरू करेंगे फिर न्यू टन राफसन के लिए जाएंगे ताकि आपके पास लोड फ्लो अध्ययन के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके ठीक हालांकि गॉस सिडल विधि आपका न्यू टन राफसन विधि से अधिक संगणनात्मक समय लेता है गॉस सीडेल विधि वास्तव में अभिसरण विशेषता रैखिक है जबकि न्यू टन राफसन विधि अभिसरण विशेषता द्विघात है तोइसकी अभिसरण गॉस सिडल विधि की तुलना में बहुत तेज है और गॉस सिडल न्यू टन राफसन विधि से संगणनात्मक समय अधिक लेता है ठीक न्यू टन राफसन विधि से हल करने के आपके पुनारावृतियों की संख्या समस्या के आयाम से लगभग स्वतंत्र है लेकिन गॉस सिडल विधि के स्थिति मेंयदि समस्या का आयाम बढ़ता हैतो स्वाभाविक रूप से आपका पुनारावृतियों की संख्या भी अधिक होती है लेकिन वैसे भी बाद में हम देखेंगे लेकिन अभिसरण विशेषता गॉस सिडल की रैखिक है और न्यू टन राफसन की द्विघात है यह बात इस चीज के दायरे से परे है तो लेकिन अगला गॉस सिडल विधि पर जाएँगे